आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज हम विशेष रूप से अल सल्वाडोर में प्रगतिशील आवास के बेहतर निर्माण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है जिसे बेहतर पुनर्निर्माण में संकलित किया गया है जिसे माइकल लियोन थियो स्कर्स्टमैन और कैमिलो बूआनो द्वारा संपादित किया गया है और यह इसके अभ्यास पक्ष से है कि कैसे उन्होंने अभ्यास से सभी सबक लिए और यह वह जगह है जहां कारमेन फेरर कैल्वो ने कॉन्सेपियन हेरेरोस और टॉमस माता के साथ संपादित किया है तो यह एक अध्याय है मैं अल सल्वाडोर में 2001 के भूकंप के बाद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कैसे पुनर्निर्माण की गतिविधियों की शुरुआत हुई और कौन सी प्रक्रियाएं उन्होंने लागू की हैं और हम इनसे क्या सीख ले रहे हैं जैसे कि अन्य प्रथाओं को भी उस क्षेत्र में कैसे सूचित किया जाए और यह हमें इस तरह का मार्गदर्शन दे रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना और इसकी भागीदारी कितनी प्रासंगिक है और भागीदारी के चरण क्या हैं और प्रत्येक संगठनों की भूमिकाएं क्या हैं और इसमें भागीदारी साझेदारी समन्वय और पर्यवेक्षण भी है इसलिए इन सभी चीजों को सामूहिक रूप से परियोजना के प्रबंधन में रखा गया है आप में से बहुत लोगों ने नहीं तो कम से कम एशियाई भौगोलिक के लोगों ने अल सल्वाडोर के बारे में नहीं सुना होगा मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है यहां एल साल्वाडोर के 48 निवासी गरीबी या अत्यधिक गरीबी में रहते है अगर आप उत्तरी अमेरिका को देखें तो यह वह जगह है जहां अल सल्वाडोर आता है और आप में से कई लोगों को यह समझना होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बहुत ही विविध थे यहां तक कि उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़ी विविधता और बड़ी चुनौतियां मौजूद थी उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में हालांकि उनके पास सबसे अमीर खनन क्षेत्र था और सबसे समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता थी लेकिन वे भी विभिन्न चुनौतियों के साथ असमान रूप से वितरित किए गए हैं खासकर भूकंपों के साथ जो दक्षिण अमेरिकी गुफाओं में बहुत आम बात है अन्य वर्गों में जैसे हमने पेरू के मामले पर भी चर्चा की है कि इनसे कैसे निपटा जाए और आज हम अल साल्वाडोर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इस आपदा से 2001 में विशेष रुप से 200000 से अधिक घर नष्ट हुए है और भूकंप पहले से मौजूदा आवास की कमी का संवेदनशील घटक भी है और भूकंप आपदा को इसके साथ जोड़ता है तो यह मौजूदा कमियां और भेद्यता क्या है 78 से 92 तक बहुत क्रूर गृहयुद्ध है जिसमें 125000 से अधिक लोग मारे गए और जिस क्षण आप गृहयुद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके अर्थव्यवस्था और प्रमुख अवसंरचना पर प्रभाव पड़ता है 2001 और 1998 से पहले 1986 में सैन सल्वाडोर में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें 40 हजार से अधिक घर नष्ट हो गए तूफान मिच ने गंभीर बाढ़ का उत्पादन किया जिसमें 250 लोग मारे गए और संघर्ष के बाद पुनर्निवेश प्रक्रिया के सबसे सफल अनुभवों को प्रभावित किया 2001 में फिर एक बड़ा भूकंप आया जो 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रभावित हुआ और यह भूकंप 66 अंक के रिक्टर पैमाने पर आया और लगभग 85 राष्ट्रीय क्षेत्र प्रभावित हुए आप यहाँ देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में कई आपदाएँ एक साथ होती है एक पहाड़ी क्षेत्र जिसमें आप भूस्खलन देख सकते हैं यहां न केवल भूकंप आया न केवल जमीन घूम रही है बल्कि दूसरी तरफ पहाड़ी भूस्खलन और तूफान भी आता है तो यह एक बहु खतरनाक घटना है जो एल साल्वाडोर भूगोल में हुई और एक भूकंप के बाद कई एनजीओ तस्वीर में आए और वे मदद के लिए समर्थन या तकनीकी विशेषज्ञता या एक प्रकार का वित्तीय समर्थन देना चाहते हैं यही कारण है कि अलग अलग रेड क्रॉस एसोसिएशन है जैसे कि सल्वाडोर रेड क्रॉस के साथ एक स्पेनिश रेड क्रॉस है वे रेड क्रॉस संघों से कैसे जुड़े हैं वे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं इसलिए वे इस अभ्यास के बारे में दूसरों से सीख सकते हैं जिन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सीखा है वे एक साथ कैसे आए हैं और उन्होंने कैसे एक कोर हाउसिंग अवधारणा के बजाय एक समाधान के रूप में प्रगतिशील आवास को शुरू किया उन्होंने एक अलग अनुभव पर विचार किया है जो उन्होंने सीखा है और यही वे एक प्रगतिशील समाधान के साथ आए हैं तो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण क्या है इन वृद्धिशील तरीके से घरों को विभिन्न चरणों में विकसित किया जाता हैं कई लोगों को प्रगतिशील आवास की जगह एक कोर आवास दृष्टिकोण मिलता है एक कोर आवास दृष्टिकोण में हम कोर आवास इकाई देते हैं और फिर लोग इसे आगे जोड़ते हैं इसलिए वे इसे बाद में बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं आप कुछ बुनियादी चीजें प्रदान करते हैं और फिर लोग इसे आगे जोड़ते हैं जैसे कि यहाँ पर एलेजांद्रो का काम जो प्रित्जकर अवार्ड में है और आप चिली में उनके काम को देख सकते हैं तो क्या प्रदान किया गया है और लोगों ने क्या वृद्धि की है इन स्थानों को कैसे संशोधित किया जाता है लेकिन यहां किसी को यह समझना होगा कि वृद्धि लगभग 100 प्रतिशत की है यह संभव है या नहीं किसी को इस पर गौर करना है जहां प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में यह मुख्य आवास के विपरीत है वह एक घर को बड़ा नहीं बना रहा है लेकिन एक घर को पूरी तरह से बना रहा था जो प्रगतिशील दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और 2001 में पहला भूकंप आने पर स्पैनिश रेड क्रॉस ने अल सल्वाडोर में भूकंप की विशेष योजना बनाई जिसमें साल्वाडोरियन रेड क्रॉस की कार्रवाई की योजना के अनुसार पी ई टी ई एस है और इसमें तीन चरण शामिल हैं पहला आपातकालीन चरणदूसरा स्थिरीकरण पुनर्वास और मानवीय सहायता और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण अंतिम चरण है इसलिए आपातकालीन चरण में इसके बारे में बात की जाती है क्योंकि भूकंप और भूस्खलन के बाद खोज और बचाव के साथ मलबे को हटाया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य निकासी खोज प्रदान करने वाले कुछ पारिवारिक पुनर्मूल्यांकन जैसे भोजन आश्रय मूल आवश्यकताएं स्वच्छता की स्थिति को बुनियादी राहत के रूप में लिया जाता है राहत शिविरों में महामारी और स्थानिक रोग को नियंत्रित किया जाता है तो यह पूरा हिस्सा आपातकालीन चरण में योगदान देता है लोग धीरे धीरे मानवीय चरण को स्थिर और पुनर्वास करते हैं यह वह जगह है जहां आश्रय पानी और स्वच्छता आजीविका और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन में विस्थापित आबादी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की वैश्विक रणनीति अपनाते हैं बहाली और पुनर्निर्माण चरण में यह पिछले चरण पर एक अनुवर्ती है और यह चरण बुनियादी ढांचे के घरों के पुनर्निर्माण और परियोजनाओं के साथ साथ समुदाय और आर्थिक विकास के परियोजनाओं की पहचान और परिभाषा है तो अब विभिन्न हस्तक्षेप रणनीतियों के साथ कैसे आते हैं इस रेड क्रॉस संघों की साझेदारी कैसे एक साथ आई है उनके पास पुनर्वास के लिए 2 विकल्प थे ठेकेदार निर्मित दृष्टिकोण और प्रगतिशील आवास दृष्टिकोण के साथ पुनर्निर्माण करना और वे इसे प्रगतिशील दृष्टिकोण कैसे बना सकते हैं उन्होंने पुनर्निर्माण प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण पहलू दिया है जो भागीदारी का पहलू है समुदाय और इसे एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए यह नहीं है कि जो महत्वपूर्ण सबक उन्होंने सीखा है आप उसके वितरित करें और आप दूर चले जाएं यह एक सतत प्रयास होना चाहिए कैसे कोई अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक कारकों की संवेदनशीलता को एक सतत दृष्टिकोण में ले जा सकता है तो यह केवल इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए ही नहीं था यह केवल आवास के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हुआ बल्कि मूल डिजाइन की कल्पना की गई थी ताकि इसे उपयोगकर्ता उनके संसाधनों और जरूरतों पर निर्भर होते हुए अपने समय में बढ़ा और बेहतर बना सके इसलिए वे संसाधनों पर अपनी खुद की व्यवहार्यता के साथ विस्तार कर सकते हैं इस प्रगति के आवास के दृष्टिकोण के कुछ सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत हैं घरों का निर्माण उसी भूमि पर किया गया था जहां वे भूकंप से पहले मौजूद थे इसका एक कारण यह है कि उन्हें सबसे पहले इस बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें बाढ़ या भूस्खलन का खतरा तो नहीं है इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी निकटतम भूमि है उन्हें उसी भूमि पर या उसके आसपास के क्षेत्र में निर्माण करने की आवश्यकता है परिवारों ने भूमि का स्वामित्व धारण किया क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और गुजरात रिकवरी में भी हमने कैथोलिक राहत सेवाओं के बारे में चर्चा की कि वे अपनी जमीन में आवास का प्रबंधन कैसे करते हैं सबसे पहले स्वामित्व की भावना को बनाए रखा जाता है भूकंप प्रतिरोध में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि यह भूकंप प्रतिरोधी इमारत बनने जा रही है तो यह भूकंप के दौरान बिना गिरे भूकंप को सहने योग्य हो इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि मानव जीवन का कोई नुकसान न हो और जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं की जाए ताकि न्यूनतम हस्तक्षेप करके इसकी मरम्मत की जा सके और समुदाय स्वयं इसे जल्द से जल्द ठीक कर सके और प्रति घर का निर्माण क्षेत्र लगभग 42 वर्ग मीटर रहे और जिनमें 36 वर्ग मीटर की छत होगी 6 वर्ग मीटर बाहर के पोर्च की माप के साथ 3 कमरों में विभाजित किया जाएगा इसलिए इस भागीदारी दृष्टिकोण को लागू किया गया जहां समुदाय प्रक्रिया में शामिल थे वैसे भी मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा कि यह प्रक्रिया कैसे समुदाय में शामिल थी और यह इससे कैसे निर्मित रूप से संबंधित है और यह घर के डिजाइन से लेकर घर के पूरा होने तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान जरूरी परियोजना प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी थी इसके 3 चरण होते हैं पहला चरण है संरचनात्मक तत्वों का बुनियादी निर्माण जिसमें हम किसी भी संरचनात्मक तत्वों की बात करते हैं जैसे नींव स्तंभ संरचना मूल संरचना और फिर समुदाय के भीतर प्रत्येक परिवार के इन व्यक्तियों ने अकुशल श्रम का योगदान दिया है जिसने कुछ प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और इसने भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है और अब इस क्षण में समुदाय अपने घरों को बनाने के लिए कुछ प्रकार के अकुशल श्रम प्रदान करने के लिए आगे आ रहा है जहां वे अपना घर बनाने में शान महसूस करते हैं चरण दो में कुछ संघ हैं जिसमें रेड क्रॉस ने कुछ सामग्रियों की आपूर्ति की है उदाहरण के लिए खोखले कंक्रीट ब्लॉक या किसी अन्य के संदर्भ में जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं और इसने इलेक्ट्रिक स्थानीय तकनीकी टीमों के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सलाह भी प्रदान की है तो फिर साइट पर्यवेक्षकों को रेड क्रॉस ने कैसे सामग्री प्रदान की है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है और चरण तीन जो यह बता रहा है इसमें पोर्टेबल पानी की आपूर्ति और घरेलू पाइपलाइन सिस्टम हैं जो कि इस सेवा तंत्र का हिस्सा है अब इस पूरी प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी कैसे हुई है उन्होंने सामाजिक संगठनों समुदायों स्थानीय समुदायों को अपने नेटवर्क के माध्यम से संपर्क करने की बात की है क्योंकि रेड क्रॉस के कर्मचारी कहीं और से आ रहे होंगे जो स्थानीय समुदायों से परिचित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और यहीं पर एडेसको आता है जो कि एक सामुदायिक संगठन है स्थानीय समुदायों और इसमें आने और काम करने वाले विभिन्न एन जी ओ के बीच एक तरह का अंतराफलक बनता है उस प्रक्रिया में क्या होता है कि समुदाय इन एजेंसियों पर एक विश्वास स्थापित करते हैं जो वास्तव में दोनों समूहों के बीच बातचीत कर सकते हैं और एक इंटरफ़ेस बना सकते हैं आखिरकार सैन विसेंट ने 14 समुदायों का गहन विश्लेषण करने के बाद इस प्रगतिशील आवास परियोजना के लिए उन्होंने पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए उन 14 में से 9 समुदायों का चयन किया है मुख्य रूप से वे दो प्रमुख नगर पालिकाओं में शामिल किया है एक टेकोलुक्का और वेरापाज है सैन विसेंट की विभाग के भीतर और प्रत्येक समुदाय एल आर्कोलल्नो ग्रांडेएल पुएंते सांता क्रुज़ डे परआएसो सैन पेड्रो सैंड जोस डी बोरजस नुवो ओरेंटे सैन एंटोनियो जिबोआ सैन इसिड्रो शामिल है इसलिए ये सभी 582 घरों के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं अब सभी मुद्दों को जमीन के कार्यकाल के साथ करना है इसलिए जो लोग पहले से ही जमीन के कानूनी मालिक थे या जिनके पास भूमि स्वामित्व दस्तावेज थे उन्होंने इन विशेष समुदायों को संसाधित किया और उन समुदायों को टाउन हॉल से मदद मिली और उन्हें वकील की पेशेवर सेवा प्रदान की गई जिससे प्रक्रिया की लागत को नीचे लाया गया इसलिए एक बार जब उनके पास एक वैध दस्तावेज होता है तो वह कानूनी प्रक्रिया होती है इसलिए यह वास्तव में आप जान सकते हैं कि इस प्रक्रिया में नियामक ढांचा लाया गया है ताकि यह कुछ लागत में कटौती कर सके लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके घर एक ऐसी जमीन पर स्थित हैं जो एक रेलवे कंपनी की थी क्योंकि आप जानते हैं आपके पास राजस्व भूमि है आपके पास रेलवे की जमीन है या कुछ मामलों में आपके पास खनन प्राधिकरण की जमीन है लेकिन जो लोग रेलवे की जमीन पर या अन्य व्यक्तियों की निजी जमीन पर निवास कर रहे हैं इसलिए इन लोगों को स्वामित्व के कारणों के लिए परियोजना से बाहर रखा गया है लेकिन स्पष्ट रूप से किसी को यह देखना होगा कि इनका क्या होता है आप जानते हैं कि वे किस तरह के एनजीओ का समर्थन करते हैं क्योंकि मूल कार्यकाल भी आपके द्वारा चुने गए लाभार्थियों के चयन के मानदंडों में बड़ा बदलाव करता है और यह कैसे लागू किया जाता है जैसा कि मैंने आपसे कहा यह एक सहभागी डिजाइन पद्धति है समुदायों ने सामूहिक रूप से एक घर का डिज़ाइन तैयार किया है इसलिए एक थिंक टैंक प्रक्रिया निचले स्तर के इंटरैक्शन में चली गई है और उन्होंने आपको वास्तविक पैमाने की जानकारी दी इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक की सिर्फ दो पंक्तियों के रूपरेखा के बारे में बताया कि यह आपकी जगह है यह आपका एक कमरा है और यह बरामदा है यह एक और कमरा है इसलिए मूल रूप से उन्होंने ब्लॉक की इस दो पंक्तियों को रखने के साथ एक मार्क आउट नक्शा बनाया ताकि उन्हें एक स्थान के साथ एक वास्तविक स्थान की समझ हो फिर घर में एक इकाई शामिल की जिसमें एक छत और कंक्रीट के खोखले ब्लॉक की दीवारें क्षैतिज और लंबवत रूप से प्रबलित हैं जिससे हमें क्षैतिज और लंबवत भूकंपीय पाठ्यक्रम के साथ संदर्भित करने की आवश्यकता होती है जो एक ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण और साथ ही क्षैतिज बैंड का अनुग्रह करता है सिल बैंड लिंटेल बैंड रूफ बैंड प्लिंथ बीम और तिरछे ब्रेसिंग यह सभी चीजों भूकंप प्रतिरोधी हैं जैसा कि हम बताते हैं कि ग्रॉस फ्लोर एरिया लगभग 42 वर्ग मीटर है जिसे 2 बेडरूम जो 9 वर्ग मीटर गरम के हैं में विभाजित किया गया है 18 वर्ग मीटर का क्षेत्र और 6 वर्ग मीटर का एक पोर्च दिया गया है इसलिए जैसा कि मैंने आपके साथ 3 चरणों के बारे में चर्चा की जिसमें पहला चरण आंशिक निर्माण है इसलिए यहां ऐसे समुदाय हैं जो हितधारक हैं समुदायों ने इस प्रक्रिया में स्थानीय बिल्डरों और अकुशल श्रम प्रदान किए स्थानीय बिल्डर कुछ ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए थे और 30 लोगों के प्रत्येक समूह के लिए एक निर्माण पर्यवेक्षक को काम पर रखा गया था जिससे कि आपके पास एक पर्यवेक्षक है जो काम को देख रहा है एक और है जो एक सामाजिक प्रवर्तक है जो पूरे सामुदायिक स्तर पर देखता है और 50 से 70 परिवारों के लिए सामाजिक प्रवर्तक नियुक्त किया गया है इस तरह एक स्पष्ट पारदर्शिता है और संचार का प्रवाह पैटर्न एक घर से शुरू होकर घरों के समूह से लेकर सामुदायिक स्तर तक है और इसके अलावाछोटे समुदाय भी इसके बारे में जानते हैं इसलिए प्रारंभिक चरण में उन्होंने नीव के अनुसार खुदाई की और भूकंप प्रतिरोधी संरचना का निर्माण किया और दीवारों को बेडरूम में लगभग 17 मीटर और बाकी जगह 11 मीटर बनाया गया शेष छत का निर्माण और उसे ढका गया पक्का किया गया इसलिए यह एक ऐसा चरण है जिसमें आप ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण देख सकते हैं और पहला चरण इसके साथ पूरा हो जाता है जिसमें आधा उत्पाद तैयार हो जाता है जिसमें छोटी छत और दीवारें और एक मूल संरचना है और कहीं कोई खिड़कियां कोई दरवाजे नहीं होते हैं इसके बाद चरण दो में जहाँ मालिकों द्वारा पूरा किया गया है इसलिए समुदायों ने भी सामग्री प्रदान की है पहले चरण में सामग्री प्रदान की गई थी क्योंकि ये कंक्रीट ब्लॉक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे इसलिए एजेंसियों ने कंक्रीट ब्लॉक प्रदान किया था लेकिन यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समुदायों ने अपने संसाधनों के अनुसार दरवाजे और खिड़कियों को विकसित किया है और यहाँ सोशल प्रमोटरों के अलावा मास्टर बिल्डरों और ईंट भट्टों ने समुदायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है वे बुनियादी निर्माण तकनीकों को समझते हैं क्योंकि इससे उन्हें कल मदद मिलेगी अगर भविष्य में कुछ होता है तो वे स्वयं चीजों का निर्माण कर सकते हैं दरवाजे खिड़कियां और दीवारों के लिंटल्स जलरोधक भाग के साथ पलस्तर किए गए हैं बाहर की दीवारों पर रफ कोटिंग करके और पूरे घर पर अंतिम स्वरूप देते हैं तो यह दूसरा चरण है लेकिन फिर यदि आप योगदानों को देखें तो रेड क्रॉस ने ऐसी सामग्री प्रदान की है जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं और इसे व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने कुछ प्रकार की कार्यशालाएँ और एक तकनीकी सहायता भी प्रदान की है यहां तक कि उन्हें समुदायों को तकनीकी सहायता और प्रति समुदाय एक मास्टर बिल्डर प्रदान करने की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक समुदाय के लिए उन्होंने एक मास्टर बिल्डर दिया है पूरे 582 में से प्रत्येक 20 घरों और 11 सामाजिक प्रमोटरों के लिए ईटों का निर्माण किया परिवार को उन्होंने बजरी रेत दरवाजे और खिड़कियां भी प्रदान की हैं और बाद में उन्होंने श्रम और प्रशिक्षण भी प्रदान किया है तीसरे चरण में सेवा का पूरा होना पानी की आपूर्ति और स्वच्छता है इसलिए उन्होंने दो नल के साथ एक सिंक स्थापित किया प्रत्येक घरों में गंदे पानी से जुड़े सिस्टम को हटाने की एक प्रणाली उत्सर्जन निपटान के लिए एक प्रणाली और कुछ कार्यशालाएं भी की गई जो समुदाय के प्रशिक्षण के लिए आयोजित की गई हैं और इस समुदाय को परस्पर बातचीत की आवश्यकता है जिससे वह यह पहचान सके क्योंकि यह वह जगह है जहां समुदाय का वर्णन करने के लिए भागीदारी निदान लागू किया गया है कि समुदाय क्या था और उनकी जरूरतों के बारे में कैसे जानें और वर्तमान सामुदायिक स्थितियों का विश्लेषण कैसे करें इसलिए समुदाय की वर्णनात्मक व्याख्या रही है जिसने वास्तव में उनकी जरूरतों इच्छाओं और व्यवहार्यता की महत्वपूर्ण समझ दी है और यहां तक कि इस निर्माण के बाद लोग कुछ निश्चित प्रशिक्षण प्रक्रिया में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इन सेवा पहलुओं को कैसे बनाए रखा जाए गंदे पानी की जलापूर्ति का पहलू स्वच्छता पहलू या अपशिष्ट से कैसे निपटा जाए इसलिए उन्हें घर के आस पास के क्षेत्र में सफाई के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है ताकि घर के रखरखाव के लिए सतही भाग को हटाया जा सके प्राकृतिक अवरोध का निर्माण ढलानों की रक्षा करना पेड़ लगाना और घर का विस्तार करना समुदाय के साथ किसी प्रकार की जागरूकता का कार्यक्रम है और इसके साथ स्कूलों की तरह कई सार्वजनिक परियोजनाएं आई हैं जैसे होगर डेल नीनो का स्कूल जिसे शारीरिक और मानसिक विकलांग लोगों के लिए विकसित किया गया है और वहाँ 6 शैक्षिक केंद्र हैं जिनका निर्माण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है मई 2001 के बाद शुरू होने वाले समय रेखा को देखते हुए हमारे पास लगभग 500 परिणाम है यह परियोजना दस्तावेज की योजना और प्रारूपण के बारे में है इसमें जरूरतों का विश्लेषण और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग का संयोजन करके इसके साथ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया गया है और अगस्त में पायलट हाउस का निर्माण किया गया है और सितंबर अक्टूबर के बाद से हमने सामाजिक प्रवर्तकों को काम पर रखा और टेंडर दस्तावेजों को जारी किया और सफल निर्माण कंपनियों को निर्माण पहलू पर ले जाने के लिए सम्मानित किया और यह वह जगह है जिस चरण में हमने अधूरे ढांचे के बुनियादी कंकाल के बारे में चर्चा की थी और यहां हमने चरण दो के बारे में बात की जहां समुदाय आगे आए हैं और उन्होंने कुछ सामग्री रखी है वे कुछ सामग्री खरीदने के लिए धन जुटाते हैं यह वह जगह है जहाँ दूसरा चरण घटित हुआ और उन्होंने अंतिम दो चरणों में सेवा के बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है तो अब क्या परिणाम हैं कि निरंतर सामुदायिक भागीदारी और एक सहभागी कार्यशालाएँ हुई हैं जैसे आप देख सकते हैं कि हर सुबह समुदाय की टीम बैठक कर रही है और उनके आवास के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश कर रही है और इसके साथ आगे कैसे बढ़ें ताकि वे एक आदर्श काम कर सके जैसे कि यहां मुख्य उपयोगकर्ता ने स्वयं अपनी बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस प्रगतिशील आवास के प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हैं इसमें 97 आबादी को कवर किया गया है नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं और जीवन स्तर में सुधार हुआ है सामाजिक नेटवर्क को मजबूत किया है क्योंकि वे महिलाओं की भागीदारी की सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक साथ काम करना शुरू करते हैं क्योंकि महिला के पास एक प्रमुख संपत्ति है और जहां लोग निर्माण में निर्णय लेने के मामले में रिकवरी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आगे आए और एल साल्वाडोर को स्थानीय रेड क्रॉस की सक्रिय भूमिका के रूप में देखा गया और पांच साल बाद कोई भी देख सकता है कि वे अपने घर की बनावट और बगीचों को कैसे बनाए रखने में सक्षम हैं अड़चनें क्या हैं आप जानते हैं प्रत्येक परियोजना में मंदी आएगी दूसरे चरण में वित्त खोजने के लिए समुदायों को कठिनाई होगी क्योंकि वे जो करते हैं वह उन सामग्रियों की खरीद के लिए होता है जिन्हें कुछ लोग वहन कर सकते हैं जो लोग इसे वहन नहीं कर सकते हैं वे किसी जगह पर सामूहिक रूप से इसका उपयोग करते हैं और कुछ फंड इकट्ठा करते है और इससे परियोजना की विशिष्ट समयसीमा पर भी असर पड़ता है और दूसरी तरफ हमने कार्यकाल और भूमि के स्वामित्व के कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की जिसमें कुछ समय भी लगा अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि समुदाय से सक्रिय भागीदारी एक व्यवहार्य विकल्प है क्योंकि इस मामले में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें से कई मामलों में यह अधिक नम्य है परिवार अपने आर्थिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनसे अपेक्षित योगदान किया जाएगा ताकि वे स्वयं को संगठित कर सकें देश संस्कृति और उसके जीवन का व्यापक ज्ञान एक सर्वोपरि है इसलिए किसी को स्थानीय समुदायों के साथ काम करना पड़ता है विश्वास को विकसित करना पड़ता है और इसके केवल एक हिस्से को शेष भाग को उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है परियोजना को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुकूलन कैसे करें कुछ अड़चनें हैं कि परिवारों की देखरेख का स्तर कैसा है आप जानते हैं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे इमारत की पृष्ठभूमि से निर्माण नहीं कर सकते हैं सामाजिक प्रवर्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने समुदाय और रेड क्रॉस में एक विश्वास विकसित किया सामाजिक और तकनीकी रूप से स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार के कुछ ऐसे अवसर मिलें कि वे एक राजमिस्त्री और एक कुशल व्यक्ति के रूप में काम कर सकते हैं ये अल सल्वाडोर मामले से कुछ समझ सकते हैं कि कैसे कोर इमारत के दृष्टिकोण से प्रगतिशील आवास दृष्टिकोण स्थगित हो जाता है और समुदाय इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होते हैं मैं आशा करता हूं कि इससे आपको सहायता मिलेगी